तो इंजीनियरिंग गणित 2 पर व्याख्यानों में आपका स्वागत है और यह वेक्टर और स्केलर फील्ड पर मॉड्यूल नंबर एक व्याख्यान नंबर दो है तो आज हम वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या है कवर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस दिशात्मक डेरिवेटिव की अवधारणा को भी कवर करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और यह डेरिवेटिव का सामान्यीकरण है जो हमने कैलकुलस में सीखा है तो वेक्टर फील्ड मूल रूप से फंक्शन है जो एक वेक्टर में एक बिंदु को मैप करते हैं तो अब एक स्केलर मान के बजाय हमारे पास वेक्टर मान होगा पिछले व्याख्यान की तरह हमने एक एकल वेरिएबल के वेक्टर फंक्शन सीखे हैं इसलिए यहां एकल वेरिएबल के बजाय हमारे पास कई वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन आउटपुट भी एक वेक्टर होगा तो हम यहां इस वेक्टर द्वारा ऐसे एक फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं जिसके घटक f g और h द्वारा दिए गए हैं तो यहां क्या महत्वपूर्ण है कि हम एक स्थान पर एक बिंदु की आपूर्ति कर रहे हैं और हम एक वेक्टर आउटपुट के रूप में भी प्राप्त कर रहे हैं तो ये उदाहरण के लिए वेक्टर फील्ड में वेक्टर सेटिंग हैं तो यह R3 से R3 तक का फंक्शन है जिस प्रसिद्ध उदाहरण के बारे में हम सोच सकते हैं वह हवा का वेग हैं उदाहरण के लिए एक कमरे के अंदर वेक्टर क्षेत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है इसलिए कमरे में प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास एक फंक्शन है जो वेग फंक्शन हो सकता है जिसे हम वेक्टर फील्ड कहते हैं तो एक और उदाहरण ग्रेडिएंट है जो हमने पिछले व्याख्यान में सीखा है तो एक फ़ंक्शन का ग्रेडिएंट भी वेक्टर फील्ड का एक उदाहरण है तो उदाहरण के लिए हमारे पास यहां 2 वेरिएबल का एक फंक्शन है fxy3x2y2 xy 3 और यदि आप ग्रेडिएंट पाते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है जो इस अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है f∇f6xy2y3 i3x26 xy 2 j और फिर यह फंक्शन है जो R 2 प्लेन में एक बिंदु लेता है और एक वेक्टर देता है तो फिर से हम इसे विमान में एक वेक्टर फील्ड के रूप में कह सकते हैं अब सवाल यह है कि इन वेक्टर क्षेत्रों की कल्पना कैसे की जाए जो यहां एक और महत्वपूर्ण घटक है जिस पर हम इस उदाहरण के माध्यम से चर्चा करेंगे तो मान ले कि Fxyyi xj फ़ंक्शन द्वारा वेक्टर फील्ड दिया गया है क्या महत्वपूर्ण है कि यहां Fxy फ़ंक्शन का परिमाण x2y2 दिया गया है तो क्या हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि समान परिमाण के वेक्टर क्योंकि x2y2 परिमाण है तो समान परिमाण के वेक्टर वृत्त x2y2c पर स्थित है क्योंकि परिमाण अब c है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास c एक है तो परिमाण के सभी वेक्टर बिल्कुल वृत्त पर पड़े होंगे या हम c को 2 में बदलते हैं तो परिमाण 2 के सभी वेक्टर वृत्त x2y2c पर पड़े होंगे तो इन स्तर वक्र के माध्यम से हम वेक्टर मूल्य फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं तो इस मामले में हमने केवल 2 सर्कल जैसे 2 मामले बनाए हैं तो x2y21 बहार की तरफ x2y22 हैं लेकिन हम c का मान बदल कर कई और बना सकते हैं उदाहरण के लिए अब हम यहाँ कल्पना करना चाहते हैं कि इस बिंदु 10 पर F1 0 कैसे है तो हमारे पास यह बिंदु है 10 और इस वेक्टर फ़ंक्शन का मान j द्वारा दिया गया है इसका मतलब है कि यहां इस दिशा में j की दिशा के विपरीत तो यह दृश्य है तो हमारे पास यहाँ एक वेक्टर है 10 जो इस j द्वारा दिया गया है और इसी तरह से सर्कल x2y21 के प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास एक ही लंबाई 1 का वेक्टर होगा क्योंकि यहाँ x2y21 सर्कल है और इस सर्कल पर दिए गए वेक्टर का परिमाण 1 होगा तो किसी भी बिंदु पर अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं तो वह परिमाण 1 होगा तो उदाहरण के लिए हम एक और बिंदु लेते हैं 01 इसलिए x 0 है और y 1 है इस बिंदु पर x 0 है और y 1 है इसलिए यह i दिया जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास i है जो इस वेक्टर द्वारा वर्णित किया जा सकता है इसी तरह हम एक और बिंदु 10 के बारे में बात कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास j हैं वेक्टर इस दिशा में j है और फिर 0 1 हमारे पास इस दिशा में है तो यह इस विशेष वक्र पर विज़ुअलाइज़ेशन है जिसे हमने इस वेक्टर के लिए देखा है तो इन सभी वेक्टरों की लंबाई 1 है लेकिन उदाहरण के लिए यदि आप बाहरी चक्र पर बनाते हैं जिसका रेडियस 2 है अब वेक्टर लंबाई में सिर्फ दोगुना होगा फिर हमारे पास चक्र 1 में x2y21 है इसी तरह इसलिए हमारे पास कई संकेंद्रित सर्कल हो सकते हैं और प्रत्येक सर्कल पर हम इन वेक्टरों की दिशाओं को बना सकते हैं ताकि हम कल्पना कर सकें कि इस मामले में यह वेक्टर फील्ड कैसा दिखता है उदाहरण के लिए हमारे पास यह 2 आयामी सेटिंग है तो स्केलर क्षेत्र में आते है इसलिए ये फंक्शन है जो एक स्थान में एक बिंदु को स्केलर मान में मैप करते हैं तो स्केलर फील्ड का मतलब है हमारे पास फ़ंक्शन का मान स्केलर है न कि वेक्टर है तो प्लेन पर एक वेक्टर फील्ड या यह एक ठोस क्षेत्र हो सकता है एक फंक्शन जिसने प्रत्येक बिंदु को स्केलर असाइन किया है इसलिए एक इनपुट के रूप में यह एक बिंदु होगा यह 3 आयामी स्थान में हो सकता है लेकिन यह एक स्केलर मान असाइन करेगा तो उदाहरण के लिए fxyz3x22y2z2 यह एक स्केलर मान है इसलिए हम इसे स्केलर फील्ड कहते हैं उदाहरण के लिए कमरे के अंदर का तापमान स्केलर क्षेत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है क्योंकि तापमान एक स्केलर मात्रा है तो कमरे के प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास कुछ फंक्शन है जो हमें कमरे का तापमान बता सकता है तो इस वेक्टर के संदर्भ में यह कई वेरिएबल के वास्तविक मूल्यवान फ़ंक्शन को स्केलर फील्ड कहा जाता है यहां कुछ भी नया नहीं है केवल शब्द स्केलर फील्ड का उपयोग वेक्टर के इस संदर्भ में किया जाएगा अन्यथा ये कई वेरिएबल के फ़ंक्शन हैं तो उदाहरण के लिए हमारे पास Fxy2x2y2 है तो यहाँ फिर से विज़ुअलाइज़ेशन या तो यदि यह 2 आयामी है तो हम सीधे प्लॉट कर सकते हैं या एक और तरीका है जिसे हम 3 आयामी में 2 आयामी या स्तरों की सतहों में इस स्तर के वक्र द्वारा कल्पना कर सकते हैं तो यहां हम Fxy2x2y2 इस तरह लेंगे कुछ स्थिर रखें और इन स्थिरांक को बदलने के लिए हमारे पास अलग अलग वक्र हो सकते हैं और ये वक्र बताएंगे कि इस फ़ंक्शन का मान इस वक्र पर समान है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू को लेने के लिए इसे प्लॉट करते हैं तो यदि आपने यहां 2x2y2c कांस्टेंट से कहे और कांस्टेंट के इस वैल्यू को लेकर हम इन पैराबोलिक वक्र को प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक वक्र पर वैल्यू किसी भी बिंदु पर समान है तो यह वह विज़ुअलाइज़ेशन है जिसके बारे में हम ऐसे कार्यों के लिए सोच सकते हैं इस दिशात्मक डेरिवेटिव पर वापस आते हुए जिसका मैंने उल्लेख किया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका हम अब अध्ययन करेंगे तो हम स्केलर क्षेत्र के दिशात्मक डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास fxyz स्केलर है और वेक्टर b के साथ Px0 y0 z0 एक बिंदु है तो यहां क्या अंतर है जिसे हम दिशात्मक डेरिवेटिव कह रहे हैं हम पहले से ही मुख्य रूप से x की दिशा में आंशिक डेरिवेटिव का अध्ययन कर चुके हैं लेकिन यदि आप चाहते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि किसी फ़ंक्शन का डेरिवेटिव एक दी गई दिशा में न कि मानक दिशा x y z में हो तो इसकी गणना कैसे करें क्योंकि यह अधिक दिलचस्प है क्योंकि हमारा हित हो सकता है कि यह फंक्शन एक विशेष दिशा में कैसे बदलता है न कि केवल x y और z के संबंध में तो यहाँ इस डेरिवेटिव की अवधारणा को इस दी गई दिशा b द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा तो कैसे इस वेक्टर को कैसे इस स्केलर f इसके अर्थ की दिशा b में बदल जाता है तो यह हमारी सेटिंग है तो हमारे पास एक बिंदु P है जहां हम इस वेक्टर b की दिशा में दिशात्मक डेरिवेटिव प्राप्त करना चाहते हैं मान लीजिए b यह एक इकाई वेक्टर है तो यदि आप इस लाइन पर एक और बिंदु Q लेते हैं जो इस P के माध्यम से b की दिशा में गुजर रहा है तो इसे P0tb इस रूप में दिया जा सकता है यह एक और बिंदु है Q लाइन पर सामान्य बिंदु Q इसलिए यदि हम इस फ़ंक्शन को इस लाइन C पर यहां की स्थिति वेक्टर मानते हैं तो यह P0tb दिया जाएगा या हम सामान्य फ़ंक्शन द्वारा परिभाषित कर सकते हैं जैसा कि हम xtiytjzk करते हैं लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि b दिया गया है और P0 दिया गया है इसलिए यह rt P0tb द्वारा दिया जाएगा और इस दिशा b में f के परिवर्तन की दर हम f के हटने के बाद माइनस Q से मूल्यांकन के रूप में गणना कर सकते हैं क्योंकि अब हम केवल इस रेखा के साथ हैं हम बिंदु P से b की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हम गणना कर रहे हैं कि यहां fQ ft और फिर हम रुचि रखते हैं कि इस पाठ्यक्रम का क्या होगा और जैसा कि t शून्य के पास पहुंचता है क्योंकि हम इस दिशात्मक डेरिवेटिव को बिंदु P पर खोजना चाहते हैं तो यह df dt हैं जिसकी हम गणना कर रहे हैं और चैन रूल का प्रयोग करके हमारे पास हो सकता हैं क्योंकि f f x y द्वारा दिया गया है f xyz का फंक्शन है तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता हैं x के साथ और dx dt पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है y के साथ d बाय dt इत्यादि और अब यह हम वेक्टर सेटिंग में फिर से लिख सकते हैं जो डेल्टा या f का ग्रेडिएंट है ईंटो dx dt dy dt dz dt और यह वास्तव में R प्राइम R का डेरिवेटिव है तो हमारे पास यहां डेल्टा f ईंटो dr dt है लेकिन दिलचस्प यह है कि drdt कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हमारे पास यह rt Po tb के बराबर है तो drdt सिर्फ वेक्टर b है तो यह वेक्टर बी है क्योंकि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो हमारे पास यह drdt सिर्फ b है तो x 0 y 0 z 0 पर मूल्यांकित ग्रेडिएंट f इस b से गुणा किए जाने पर हमें देगा इसलिए b यूनिट वेक्टर था तो यह हमें यहां परिवर्तन देगा b की दिशा में परिवर्तन की दर तो किसी भी बिंदु पर f का दिशात्मक डेरिवेटिव बिंदु p पर b के साथ f में परिवर्तन की दर का प्रतिनिधित्व करता है और इसे इस dbf द्वारा दर्शाया जाता है या और इसकी गणना बिंदु p पर f के ग्रेडिएंट के रूप में की जा सकती है और यह यूनिट वेक्टर B के साथ डॉट उत्पाद है तो हम कुछ उदाहरण के लिए जाएंगे तो इस fxy का दिशात्मक डेरिवेटिव खोज करेंगे जो बिंदु 12 पर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 y स्क्वायर के बराबर है इसलिए दिशा i प्लस स्क्वायर रूट 3j दी गई है तो सबसे पहले हमें इस U की इस दिशा में यूनिट वेक्टर की गणना करने की आवश्यकता है यह भी प्राप्त करने के लिए हमें f के ग्रेडिएंट का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जो इसके संबंध में इसका आंशिक डेरिवेटिव है जो कि माइनस 2 x ith घटक है और yth दूसरा घटक y के संबंध में होगा जिसका अर्थ है कि आपको यहां 1 बाय 2y मिलेगा इसलिए यह ग्रेडिएंट f है और हमको 1 2 की गणना करनी है तो यह माइनस 2 y और माइनस j द्वारा दिया जाएगा तो यह बिंदु 12 पर इस फ़ंक्शन एफ का ग्रेडिएंट है b जो इस वेक्टर की दिशा में इकाई वेक्टर है जिसे u i स्क्वायर रूट 3 दिया गया है तो इस वेक्टर की लंबाई 2 है इसलिए हमने इसे 2 से विभाजित करना है1 बाय 2 और स्क्वायर रूट 3 से 2 से विभाजित किया है जो कि u की दिशा में यूनिट वेक्टर है और अब ग्रेडिएंट है इसलिए इस f का दिशात्मक डेरिवेटिव b की दिशा में इस बिंदु उत्पाद द्वारा दिया जाएगा तो हमारे पास उस बिंदु पर f का ग्रेडिएंट है और फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर b है और यह बिंदु उत्पाद हमें वह दिशात्मक डेरिवेटिव देगा जो माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 32 द्वारा दिया जाता है एक और उदाहरण इसलिए इस स्केलर क्षेत्र 2 x y z स्क्वायर के दिशात्मक डेरिवेटिव को i j k की दिशा में खोजना चाहते हैं और फिर दिशात्मक डेरिवेटिव दिया जाएगा एक और उदाहरण हमको ग्रेडिएंट f चाहिए जो 2i j 2 z k है यदि आप इसे यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर a j k इस अभिव्यक्ति द्वारा दिया जाएगा और यदि आप इस बिंदु उत्पाद बनाते हैं तो हम उस बिंदु पर दिशात्मक डेरिवेटिव का पता लगा सकते हैं बिंदु 111 बिंदु पर i j k और यदि आप इसे मूल पर मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हम इस z को 0 कर सकते हैं और मान वर्गमूल 3 होगा तो अब हम स्केलर फंक्शन के परिवर्तन की अधिकतम दर प्राप्त करना चाहते हैं और जहां यह दिशात्मक डेरिवेटिव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यूनिट वेक्टर b की दिशा में f के परिवर्तन की दर इस दिशात्मक डेरिवेटिव द्वारा दी गई है जो कि इस दिशात्मक डेरिवेटिव को कैसे परिभाषित करते हैं और अगर हम देखते हैं कि यहां यह डॉट उत्पाद इस डेल्टा f का परिमाण है b और cos θ का परिमाण है तो b का यह परिमाण 1 है क्योंकि हम इस यूनिट वेक्टर को वहां ले जाते हैं तो यह दिशात्मक डेरिवेटिव या b की दिशा में f के परिवर्तन की दर को डेल्टा f द्वारा cos θ से गुणा किया जाता है अब यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि वेक्टर बी की इस दिशा में परिवर्तन की यह दर अधिकतम होगी जब cos θ एक होगा जिसका अर्थ है कि θ शून्य होगा तो θ डेल्टा f और यूनिट वेक्टर b के बीच एंगल है इसलिए यदि हम इस डेल्टा f की दिशा में यूनिट वेक्टर b लेते हैं यदि हम दिशात्मक डेरिवेटिव की गणना डेल्टा f की दिशा में करते हैं तो परिमाण सबसे बड़ा होने जा रहा है तो यहां बिंदु है कि परिवर्तन की दर अधिकतम है जब θ शून्य है इसका मतलब है ग्रेडिएंट f की दिशा में परिवर्तन की दर न्यूनतम है तो जब यह उदाहरण के लिए माइनस 1 होने जा रहा है तो θ 1 θ π है जिसका अर्थ डेल्टा f की विपरीत दिशा में है इसलिए जब θ π है तो परिवर्तन की दर न्यूनतम है और यह डेल्टा f के विपरीत दिशा है हमें एक दिशा में दो दिशाएं मिलीं परिवर्तन की दर अधिकतम है जो ग्रेडिएंट f की दिशा है एक और दिशा हैं जहाँ परिवर्तन की दर न्यूनतम है जोडेल्टा्टा f के विपरीत है ग्रेडिएंट वेक्टर डेल्टा f उसी दिशा में पॉइंट करता है जिसमें f बढ़ता है और माइनस डेल्टा f उस दिशा में पॉइंट करता हैं जिसमें f घटता हैं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 तो यहां हम एक उदाहरण लेते हैं f x y z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 z के बराबर है और हम इस बिंदु 21 और माइनस 1 पर f की अधिकतम वृद्धि की दिशा खोजना चाहते हैं इसलिए f के ग्रेडिएंट की गणना की जाएगी इसलिए x के संबंध में आंशिक डेरिवेटिव को लेकर f के ग्रेडिएंट की गणना की जाएगी तो यह 2 x होने जा रहा है और दूसरा घटक 2 y होगा तीसरा घटक माइनस 2 होगा तो f का ग्रेडिएंट 2 x 2 y और माइनस 2 द्वारा दिया जाएगा हमें इस बिंदु 2 माइनस 1 और 1 पर अधिकतम वृद्धि की दिशा की आवश्यकता है तो अधिकतम वृद्धि के लिए दिशा f के ग्रेडिएंट की दिशा द्वारा दी जाएगी तो हम इस बिंदु पर f के ग्रेडिएंट मतलब 2 ईंटो 2 की गरणा करेंगे तो यह 4i है फिर हमारे पास माइनस 2j है और फिर हमारे पास माइनस 2k तो यह इस फंक्शन की अधिकतम दिशा हैं इसलिए यदि हमारा हित वह है तो किस दिशा में यह फंक्शन सबसे तेजी से बढ़ता है इसलिए यह f के इस ग्रेडिएंट द्वारा दी गई दिशा होगी इसलिए अधिकतम वृद्धि या कमी की यह अवधारणा अनुकूलन समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है जिसे इस चर्चा से अच्छी तरह से समझा जा सकता है क्योंकि हम इस ग्रेडिएंट को खोज कर वास्तव में अधिकतम वृद्धि की दिशा प्राप्त कर रहे हैं या इस माइनस ग्रेड f दिशा को खोज कर जहां फ़ंक्शन सबसे तेजी से कम हो जाता है तो इस तरह से यदि हम इस ग्रेडिएंट की दिशा में एक बिंदु से आगे बढ़ते हैं तो हम या तो उस दिशा में जा सकते हैं जहां फ़ंक्शन सबसे तेजी से बढ़ या यदि हम माइनस डेल्टा f की दिशा में जाते हैं तो सबसे तेजी से घट रहा है तो यह दोनों ही तरह से ये फंक्शन का अधिकतम या न्यूनतम मूल्य हैं तो एक प्रसिद्ध एल्गोरिथ्म है जिसे इस ग्रेडिएंट को आरोहण या अवरोहण दृष्टिकोण कहा जाता है जो स्थानीय मैक्सिमा और मिनिमा को खोजने के लिए बहुत लोकप्रिय है तो हम एक बिंदु से शुरू करते हैं इसके ग्रेडिएंट की गणना करते हैं हम एक बिंदु से शुरू करते हैं और फिर हम f के ग्रेडिएंट का पता लगाते हैं फिर से हमें दिशा मिलेगी और अंत में यह प्रक्रिया हमें वहां ले जाएगी जहां फ़ंक्शन का अधिकतम या स्थानीय अधिकतम है और इसी तरह यदि आप दूसरी दिशा के साथ जाते हैं तो हम फ़ंक्शन के स्थानीय न्यूनतम की खोज करने में सक्षम हैं तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने और निष्कर्ष निकालने के लिए किया है इसलिए हमने परिभाषित किया है कि वेक्टर फील्ड क्या हैं ये फंक्शन है जो एक बिंदु को एक वेक्टर के लिए मैप करते हैं इसलिए सामान्य रूप से हमारे पास यहां Rn से Rn तक फ़ंक्शन है तो इनपुट भी Rn से होगा और आउटपुट भी Rn में होगा जिसे हम वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड कहते हैं ये कई वेरिएबल के फ़ंक्शन हैं जिनका हमने कैलकुलस में अध्ययन किया है तो ये फंक्शन है जो स्केलर के लिए एक बिंदु को मैप करते हैं और जो महत्वपूर्ण अवधारणा हमने यहां कवर की है वह दिशात्मक डेरिवेटिव है जिसे हम एक बिंदु P पर f के ग्रेडिएंट द्वारा गणना कर सकते हैं और फिर अगर आप उसको दिशा से मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ हमको इस फंक्शन का रेट ऑफ़ चेंज चाहिए और वो यूनिट वेक्टर हैं तो आपको दिशात्मक डेरीवेटिव मिलेगा जिसमें कई एप्लीकेशन हैं उदाहरण के लिए दूसरे न्यूमेरिकल प्रोसेस